जब हम एक विनिर्माण संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ही उच्च स्तर पर हम 2 अलग अलग अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं एक श्रमिक है जो उस संयंत्र में काम कर रहे हैं और दूसरा मूल रूप से उपकरण हैं जो संयंत्र में हैं मशीनरी जो हैं संयंत्र में इसलिए इन दोनों अस्तित्व को सुरक्षित करना और उनकी सुरक्षा इनकी भौतिक सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इनका संचालन भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सभी आधुनिक विनिर्माण संयंत्रों में संयंत्र सुरक्षा और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो अब सवाल यह है कि यह महत्वपूर्ण है लेकिन अब आधुनिक दुनिया में आप चीजों को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं और अब हम IIoT और उद्योग 40 और उनके कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं आप स्मार्ट प्लांट सुरक्षा और सुरक्षा निगरानी और नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए IIoT प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो पहले एक केस स्टडी पर नजर डालते हैं तो आइए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहे हैं आइए हम इस विशेष उदाहरण को देखें हम कहते हैं कि एक विशिष्ट विनिर्माण संयंत्र में यह आपका विनिर्माण संयंत्र है एक विशिष्ट विनिर्माण संयंत्र में अलग अलग सुविधाएं होंगी अलग अलग इमारतें अलग अलग करने के लिए सभी अधिकार अलग अलग सुविधाओं वाले होंगे हम यह भी बताने जा रहे हैं कि विनिर्माण इकाइयाँ गुणकों में हो सकती हैं तो इन निर्माण इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक इकाई से आउटपुट दूसरी इकाई के इनपुट के रूप में चला जाए और प्रक्रिया जारी रहे इसलिए विभिन्न निर्माण इकाइयाँ हो सकती हैं जो फिर से जुड़ने जा रही हैं तो एक इकाई से आउटपुट दूसरी इकाई के इनपुट के रूप में चला जाता है फिर से दूसरी इकाई से आउटपुट तीसरे के इनपुट के रूप में चला जाता है और प्रक्रिया जारी रहती है इसलिए आप विनिर्माण इकाइयां बनाने जा रहे हैं आपके पास अलग अलग लॉजिस्टिक सुविधाएं जैसे ट्रक अलग अलग ट्रक या माल के अलग अलग वाहक भी होने वाले हैं और आप के पास कुछ पारिस्थितिक सुविधाएं जैसे कि पानी के तालाब इत्यादि शामिल हो सकते हैं तो एक बहुत ही उच्च स्तर पर एक विनिर्माण सुविधा या एक विनिर्माण संयंत्र मूल रूप से कैसा दिखने वाला है लेकिन एक चीज जो मैंने इसमें मिस की है मैंने केवल निर्जीव चीजों के बारे में बात की है मैंने केवल सामानों के बारे में इमारतों के बारे में विनिर्माण इकाइयों के बारे में बात की है लेकिन आवश्यक घटक जिन्हें मैंने मिस किया है अब तक यह कार्यकर्ता है और हमारे पास इस तरह के कई श्रमिक हैं जो मूल रूप से इस विनिर्माण सुविधा में यहां काम कर रहे हैं इसलिए हमारे पास ये विभिन्न कार्यकर्ता हैं और यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये श्रमिक सकुशल हैं और वे सुरक्षित हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको एक निर्माण सुविधा के प्रारंभ में बताया था कि हम मोटे तौर पर 2 प्रकार की अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं एक है श्रमिक और दूसरा है मूल रूप से अलग अलग सुविधाएं अलग अलग डिवाइस मशीनरी और इसी तरह तो ये एक विनिर्माण संयंत्र में एक विनिर्माण इकाई में 2 मुख्य अस्तित्व हैं तो आप देखते हैं कि आपको इन दोनों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करनी होगी इसलिए फिर से हमारे IoT सेंसर और अन्य तकनीकें तकनीकें जो हमने पहले सीखी हैं मदद कर सकती हैं इसलिए श्रमिक की सुरक्षा के लिए हम इन श्रमिकों को उनके शारीरिक मापदंडों की निगरानी के लिए विभिन्न सेंसर से लैस कर सकते हैं इसलिए श्रमिकों के लिए हम उनके शारीरिक मापदंडों की निगरानी कर सकते हैं हमारे पास काम की अपनी एर्गोनोमिक स्थितियों की निगरानी करने के लिए अलग अलग सेंसर हो सकते हैं और इसी तरह इन विभिन्न श्रमिकों को उनकी गतिविधियों उनकी स्वास्थ्य स्थिति उनके कार्यस्थल और लगातार निगरानी के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर के साथ फिट किया जा सकता है जैसे कि अन्य सेंसर हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है और इस विनिर्माण सुविधा में तैनात किया जा सकता है ये अलग अलग अन्य सेंसर हैं इन ट्रकों को अलग अलग सेंसर के साथ लगाया जा सकता है इन विनिर्माण इकाइयों में अलग अलग सेंसर शामिल होंगे इन इकाइयों में विभिन्न मशीनरी हैं विभिन्न सेंसरों के साथ फिट होने जा रहा है तो ये सभी सेंसर्स इन नॉन लाईविंग चीज़ों के साथ साथ इन सजीव चीज़ों के लिए सेंसर्ड सेंसर जो बहुत सारा डेटा भेजने वाले हैं और जैसा कि हमने पहले देखा है कि इस डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है संग्रहीत और विश्लेषण किया जा सकता है भंडारण और विश्लेषण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कि क्या चल रहा है इसलिए विनिर्माण संयंत्र में अलग अलग वस्तुओं विभिन्न मशीनरी उनमें काम करने वाले श्रमिकों और इसी तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निगरानी प्रक्रिया है नियंत्रण भी संभव है इसलिए दूर से यह संभव है यह रखरखाव का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया है इसलिए हम न केवल इन विभिन्न अस्तित्व की निगरानी कर रहे हैं बल्कि हम दूर से कुछ मशीनरी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं हम कुछ संकेत भेज सकते हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ उस स्रोत पर वापस जाती हैं जहाँ से डेटा मशीन उपकरण को और अधिक कुशल तरीके से काम करने के लिए उत्पन्न हुआ है या कुछ निश्चित तरीके से कुछ चीज़ें करता है या कुछ ऐसा जानता है जो पहले से ही एक गलती के रूप में किया जा चुका है तो ये विभिन्न चीजें संभव हैं इसलिए इसे समझने के बाद आइए अब वापस जाएं और संयंत्र की सुरक्षा और सुरक्षा की बुनियादी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करें और IIoT हमारी मदद कर सकता है इसलिए अगर हम सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 अलग अलग शाखा हैं तो यह मूल रूप से इन्ट्रूसिओं ट्रायंगल के 3 अलग अलग कोने हैं प्रसिद्ध इन्ट्रूसिओं ट्रायंगल लोकप्रिय इन्ट्रूसिओं ट्रायंगल में तीन अलग अलग कोने तीन अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको ध्यान में रखना होगा नंबर 1 पर विचार करें कि हमारे पास एक घुसपैठिया है इसलिए घुसपैठिया का किसी तरह का मकसद होगा घुसपैठिये के लिए कुछ खास करने के लिए कुछ मकसद होना चाहिए दूसरी बात जो घुसपैठिया विचार करेगा वह है कैसे तो मकसद है लेकिन फिर घुसपैठिया कैसे घुसपैठ करने वाला है दूसरी चीज है साधन और तीसरा अवसर है केवल घुसपैठ करने का मकसद और लगभग साधन होने के कारण घुसपैठिया सफल नहीं हो रहा है घुसपैठिए के पास घुसपैठ का अवसर भी होना चाहिए इसलिए जब हम संयंत्र की सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से बात कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि 2 अस्तित्व मनुष्य और संयंत्र के संसाधन से पहले उनकी सुरक्षा उनकी भलाई बहुत महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विभिन्न मशीनरी वे खराबी नहीं करते हैं और उन श्रमिकों के लिए खतरा नहीं पैदा करते हैं जो उन मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं इसलिए संयंत्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जब हम सुरक्षा और संयंत्र में सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो ये 3 मुख्य बातें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा अगर हम एक IIoT कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं पिछले व्याख्यान से याद करें जो हमने IIoT के बारे में चर्चा की थी IIoT में हम सूचना प्रौद्योगिकी के संचालन समावेश या समावेश से परे जाने और परिचालन प्रौद्योगिकियों में सुधार के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए आईटी ओटी एकीकरण को एक बार फिर हमें देखना होगा तो इन परिचालन प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा में डिवाइस सुरक्षा मशीन सुरक्षा और सेंसर जो इसमें एम्बेडेड होते हैं उनकी सुरक्षा इत्यादि तो ये सभी मशीनरी उनकी डिवाइस सुरक्षा लेकिन जब आप आईटी के बारे में बात करते हैं जैसे कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर आदि भी तस्वीर में आते हैं इसलिए नेटवर्क सुरक्षा सॉफ़्टवेयर सुरक्षा डिवाइस सुरक्षा के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भी महत्वपूर्ण हैं इसलिए हमारे पास डिवाइस सुरक्षा होगी यह पारंपरिक डिवाइस सुरक्षा है और नव के एकीकरण के कारण हमें नेटवर्क सुरक्षा और सॉफ्टवेयर सुरक्षा के बारे में चिंता है सॉफ़्टवेयर सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि यदि सॉफ़्टवेयर को लागू किया गया है और यह स्वचालन प्रक्रिया में चल रहा है इसलिए यदि उस सॉफ़्टवेयर को सुरक्षित नहीं किया गया है तो मूल्यवान जानकारी को चुराने के लिए एक कमजोर बिंदु के रूप में उत्पन्न हो सकता है इसलिए संवेदनशील सामग्री की यह अधिकृत निगरानी महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सॉफ्टवेयर दूषित न हो या दूषित व्यवहार न करे डिनायल ऑफ़ सर्विस अटैक करने से सॉफ्टवेयर को रोका जाना चाहिए इसलिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है सॉफ़्टवेयर सुरक्षा में प्रमाणीकरण अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है IIoT में सुरक्षा पर व्याख्यान में मैंने इन विभिन्न विशेषताओं पर पर्याप्त विस्तार से चर्चा की तो इस सॉफ्टवेयर सुरक्षा को प्रमाणीकरण अखंडता और उपलब्धता और उनके कार्यान्वयन के इन सभी 3 अलग अलग विशेषताओं को सुनिश्चित करना होगा अखंडता एक अनियंत्रित डेटा के आश्वासन के बारे में बात करती है प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता की पहचान के बारे में सही ढंग से बात करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता द्वारा मशीन के माध्यम से स्थानीय रूप से या दूरस्थ रूप से दर्ज किए गए क्रेडेंशियल्स सभी सही हैं और हमें दिए गए हैं हम एक विशेष उपयोगकर्ता को वैध होने के लिए प्रमाणित कर रहे हैं और तीसरा उपलब्धता है जो कुल समय में कामकाज के समय के अनुपात के बारे में बात करता है इसलिए यह सुनिश्चित करना कि मशीन उपलब्ध कराई गई है सॉफ्टवेयर को यथासंभव लंबे समय तक उपलब्ध कराया जाता है अच्छी प्रोग्रामिंग तकनीक सुनिश्चित करने अच्छे फायरवॉल स्थापित करने घुसपैठ का पता लगाने अच्छे निवारक उपायों आदि के संबंध में अलग अलग आवश्यकताएं हैं ये IIoT सक्षम प्रणाली में सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कुछ तकनीकें हैं नेटवर्क सुरक्षा पूरे नेटवर्क को सुरक्षित करने के बारे में बात करती है ताकि नेटवर्क में कमजोरियों नेटवर्क में कमजोर बिंदुओं को कम से कम किया जा सके विभिन्न प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा हैं एक्सेस कंट्रोल वास्तविक उपयोगकर्ता कौन हैं और सिस्टम में कितनी पहुंच होनी चाहिए इसके आधार पर यह नहीं कि सभी उपयोगकर्ता सिस्टम के सभी अलग अलग घटकों तक 100 प्रतिशत पहुंच बनाने जा रहे हैं कुछ उपयोगकर्ताओं के पास कुछ घटकों तक पहुंच होने वाली है अन्य उपयोगकर्ता सिस्टम के अन्य घटकों तक पहुंच बनाने जा रहे हैं और इसी तरह इसलिए पॉलिसी दस्तावेजों के माध्यम से निर्धारित विशेषाधिकारों के आधार पर इस पहुंच को नियंत्रित करना जिन्हें लागू किया जाना चाहिए नेटवर्क की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस एंटीमलवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए फिर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए एप्लिकेशन लेयर सिक्योरिटी के विकास के बाद यह भी किया जाना चाहिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा मुद्दे हैं नेटवर्क द्वारा असामान्य व्यवहार का पता लगाने के लिए व्यवहार विश्लेषण किया जाना चाहिए डेटा हानि की रोकथाम सुनिश्चित की जानी चाहिए और फ़िशिंग हमलों से बचाने के लिए ईमेल सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए फायरवॉल घुसपैठ की रोकथाम प्रणाली घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम मोबाइल डिवाइस सुरक्षा ये भी नेटवर्क सुरक्षा की अन्य चिंताएं हैं नेटवर्क विभाजन जो मूल रूप से नेटवर्क को छोटे भागों में विभाजित कर रहा है और स्पष्ट रूप से उन अलग अलग उप विभाजित भागों में सुरक्षा नीतियों को लागू कर रहा है जो नेटवर्क विभाजन है वीपीएन सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन की सुरक्षा ये सभी नेटवर्क सुरक्षा में अन्य विभिन्न चिंताएं हैं डिवाइस सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा जो उपकरणों में संग्रहीत होती है और विभिन्न उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन टैबलेट लैपटॉप आदि उनकी डिवाइस सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी विशेष नेटवर्क के घटक जो विभिन्न उपकरणों उनकी सुरक्षा एंडपॉइंट सुरक्षा वीपीएन सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं आप जानते हैं कि इन सभी अलग अलग नेटवर्क घटकों के प्रवेश द्वार की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ईमेल सुरक्षा और क्लाउड सुरक्षा भी इसी तरह है क्योंकि अधिकांश मामलों में क्लाउड तीसरे पक्ष की सेवा की तरह है इसलिए क्लाउड को सुरक्षित करना और क्लाउड को होम सिस्टम और होम सिस्टम और क्लाउड के बीच संचार को सुनिश्चित करना और उनकी सुरक्षा ये भी IIoT कार्यान्वयन में सुरक्षा के अन्य विभिन्न घटक हैं अब हम वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में बात करते हैं हमने एक अलग व्याख्यान में बहुत कुछ के बारे में बात की है और यदि आप याद करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं घटकों को उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार हो सके इसलिए ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी जिसकी हमने पिछले व्याख्यान में लंबाई पर चर्चा की है हम यहां एक बार फिर ऐसा नहीं करने जा रहे हैं लेकिन एक बात मैं यहां पर प्रकाश डालना चाहूंगा तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसे हम समझ चुके हैं लेकिन मुझे आपको दिखाना है मुझे एक योजनाबद्ध करना है कि ऑगमेंटेड रियलिटी एक विनिर्माण संयंत्र में सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे मदद करेगी तो हम सभी ने स्मार्ट चश्मे के बारे में सुना है तो स्मार्ट ग्लास और ऑगमेंटेड रियलिटी सक्षम चश्मा एआर ग्लास का उपयोग विनिर्माण बिजली संयंत्र में सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है इसलिए यह ग्लास मूल रूप से विभिन्न श्रमिकों के लिए फिट किया जा सकता है तो ये कार्यकर्ता चश्मा हैं ये AR चश्मा हैं हम AR या स्मार्ट चश्मा कहते हैं जो श्रमिकों के स्वामित्व में हो सकते हैं इसलिए ये ग्लास विवरणों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑगमेंटेड रियलिटी कार्यान्वयन का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं आइए हम जहरीली गैसों के रिसाव का विवरण दें न केवल विषाक्त गैसों का रिसाव बल्कि एक विनिर्माण संयंत्र में तेल का रिसाव भी हो सकता है शायद किसी मशीन में कुछ तेल लीक हो रहा है या शायद कुछ अन्य रसायनों के रिसाव ये इन उदाहरणों में से कुछ हैं तो इन AR सक्षम चश्मे स्मार्ट चश्मा पहनकर रिसाव का पता लगाया जा सकता है तो ये संभव हैं यदि कोई रिसाव है तो हम कहें कि रिसाव है इस सुविधा से सुरक्षित तरीके को प्राप्त करना संभव होगा ताकि इस तरह के आयोजन के कारण कार्यकर्ता प्रभावित न हो तो मूल रूप से इस एआर सक्षम ग्लास को सुरक्षित बाहर का रास्ता निर्देशित किया जा सकता है तो इस तरह से आप अलग अलग अन्य कार्यान्वयन कर सकते हैं हम कहते हैं कि अगर कोई आग लगी है या हो सकता है कि कोई अन्य घटना अवांछनीय घटना हुई हो तो फिर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए कि दिशा निर्देश इन एआर सक्षम चश्मे द्वारा पेश किया जा सकता है इसलिए AR सक्षम चश्मा बहुत सारे शोध कार्य कर रहे हैं कुछ उद्योग पहले से ही इस अंतरिक्ष में हैं वे इन AR सक्षम चश्मे के विकास पर काम कर रहे हैं विभिन्न कार्यक्षमताओं को लागू कर रहे हैं इन विभिन्न AR सक्षम चश्मे में कस्टम फंक्शंस लागू किए जाते हैं इसलिए श्रमिकों के पास उनकी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्व हो सकता है हालाँकि यह AR VR सक्षम समाधान है ये नए आईटी आधारित समाधान हैं इसलिए वे अलग अलग आईटी हमलों से ग्रस्त हैं इसलिए विभिन्न हमलावर हैं जो अलग अलग हमले कर सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक हमले के कारण स्क्रीन की सामग्री से समझौता हो सकता है और यह इन विभिन्न श्रमिकों को अतिरिक्त जोखिम पैदा करने वाला है जो इन विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं तो संक्षेप में यह वही है जो मैंने कवर किया है तो यह मूल रूप से है कि ये संवर्धित वास्तविकता चश्मा इन विनिर्माण संयंत्रों में सुरक्षा और सुरक्षा को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं जो मैंने अंत में चर्चा की है मैंने एक विनिर्माण संयंत्र में सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे क्या हैं और IIoT कैसे एक विनिर्माण संयंत्र में इन सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों को लागू करने के लिए एक बचाव दल के रूप में आ सकता है इस बारे में चर्चा शुरू की ताकि उपकरणों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा सके और संग्रहीत किया जा सके मानव संसाधन श्रमिकों के पास सुरक्षित कार्य वातावरण होने के साथ सुरक्षित कार्य वातावरण भी हो सकता है इसलिए ये हमेशा की तरह एक बार फिर से अलग अलग संदर्भ हैं और इसके साथ ही हम इस विशेष व्याख्यान के अंत में भी आते हैं धन्यवाद